एनर्जी डेंसिटी तथा पावर डेंसिटी वे अन्य मापदंड हैं जो बैटरी के साइज का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी अनुप्रयोग के लिए बैटरी के वॉल्यूम साइज तथा स्पेस की आवश्यकताओं के निर्धारण को एनर्जी तथा पावर डेंसिटी निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं यदि आप एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इसके दो विशिष्ट प्रकार होते हैं एक प्रकार ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहलाता है तथा दूसरा प्रकार वॉल्यूमैट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहलाता है जैसा कि नाम से स्पष्ट है ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी की इकाई Whkg है तथा वॉल्यूमैट्रिक एनर्जी डेंसिटी की इकाई Whliter है यह ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी जिसकी इकाई Whkg है कुछ प्रकाशनों में स्पेसिफिक एनर्जी के नाम से भी निरूपित की जाती है अतः कहीं कहीं इसका जिक्र आप स्पेसिफिक एनर्जी के नाम से भी पाएंगे इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है Whkg का अर्थ यह है कि बैटरी पैकेज के प्रत्येक किलोग्राम के लिए बैटरी इतनी Wh एनर्जी माना कि x वाट ऑवर एनर्जी प्रदान कर सकती है यह ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी का अर्थ है इसी तरह बैटरी पैकेज के प्रत्येक लीटर वॉल्यूम के लिए यह कुछ x वाट ऑवर एनर्जी प्रदान कर सकती है इसे ही वॉल्यूमैट्रिक डेंसिटी कहते हैं वॉल्यूमैट्रिक डेंसिटी की साइज के निर्धारण में सीधी भूमिका है तथा स्पेस की आवश्यकता का निर्धारण इस मापदंड के द्वारा किया जाता है ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी का मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक महत्व है स्टैटिक प्लेटफार्म पर वेट का इतना महत्व नहीं है जितना कि स्पेस का ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी का मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों तथा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में अधिक उपयोग किया जाता है बैटरी के पूर्णतया डिस्चार्ज होने के पूर्व वाहन कितनी दूरी तय कर सकता है यह इस मापदंड के द्वारा तय किया जाता है अतः यह एक रेंज अर्थात विस्तार निर्धारक मापदंड है यदि आप पावर डेंसिटी को लें तो इसके भी दो प्रकार ग्रेविमेट्रिक पावर डेंसिटी और वॉल्यूमैट्रिक पावर डेंसिटी होते हैं और एक बार पुनः जैसे कि नाम से स्पष्ट है ग्रेविमेट्रिक पावर डेंसिटी की इकाई Wkg तथा वॉल्यूमैट्रिक पावर डेंसिटी की इकाई Wliter है कहीं कहीं ग्रेविमेट्रिक पावर डेंसिटी को स्पेसिफिक पावर के नाम से भी निरूपित किया जाता है किन्हीं संदर्भों में आप ऐसा देख सकते हैं इस प्रकार ग्रेविमेट्रिक पावर डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक पावर तथा ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक एनर्जी वैकल्पिक नाम हैं यहां पुनः Wliter बैटरी के साइज निर्धारण को सीधे प्रभावित करता है यह दर्शाता है कि एक दिए गए वॉल्यूम के लिए आप कितने वाट कितने तात्क्षणिक वाट बैटरी से प्राप्त कर सकते हैं यह दर्शाता है कि किसी एक क्षण में आप कितना डिस्चार्ज करंट इससे प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह Wkg अथवा स्पेसिफिक पावर मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों तथा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रभावी है जिस प्रकार Whkg अथवा ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज को अर्थात उनके द्वारा तय की जा सकने वाली दूरी को निर्धारित करती है उसी प्रकार Wkg अथवा ग्रेविमेट्रिक पावर डेंसिटी इलेक्ट्रिक वाहनों के एक्सीलरेशन को अथवा उनकी ओवरटेकिंग क्षमता को निर्धारित करती है तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों की ओवरटेकिंग क्षमता का निर्धारण करती है किंतु ध्यान दें कि एक बैटरी की एनर्जी डेंसिटी तथा पावर डेंसिटी दोनों एक साथ ज्यादा नहीं हो सकती यदि बैटरी का रसायन कुछ ऐसा हो कि उसकी एनर्जी डेंसिटी अर्थात Wh डेंसिटी ज्यादा हो तो उसकी पावर डेंसिटी अर्थात वाट डेंसिटी कम होगी और यदि पावर डेंसिटी ज्यादा हो तो एनर्जी डेंसिटी कम होगी इस प्रकार यह दोनों एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करती प्रतीत होती हैं परिणामस्वरूप यदि आपकी रेंज अधिक है तो आपकी एक्सीलरेशन क्षमता ज्यादा नहीं हो सकती और यदि आपके पास एक्सीलरेशन क्षमता अधिक है तो आपकी रेंज ज्यादा नहीं हो सकती इसलिए बैटरी का चयन एनर्जी तथा पावर डेंसिटी इन दो मापदंडों का समझौता अथवा मध्य मार्ग होता है